इसलिए वीएलएसआई भौतिक डिजाइन पर हमारी चर्चा जारी है इस दूसरे सप्ताह में हम उनमें से कुछ को देख रहे हैं आप इसको बैकएंड डिज़ाइन स्तर पर डिजाइन ऑटोमेशन के प्रारंभिक चरण कह सकते हैं अर्थात् हम फ्लोर प्लानिंग प्लेसमेंट और निश्चित रूप से समस्याओं की ओर देख रहे होंगे इससे पहले हमें सर्किट विभाजन की आवश्यकता होगी इसलिए हम विभाजन पर एक व्याख्यान के साथ अपनी चर्चा शुरू करते हैं जो आमतौर पर इस प्रक्रिया में पहला कदम है तो आइए सबसे पहले विभाजन की समस्या के इस दायरे को समझाने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या शामिल है इसलिए जब हम विभाजन के बारे में बात करते हैं तो हम किसी भी तरह के सिस्टम डिज़ाइन नेटलिस्ट लेते हैं यह गेट स्तर नेटलिस्ट हो सकती है यह ट्रांजिस्टर स्तर की नेटलिस्ट हो सकती है या किसी भी तरह के मॉड्यूल या ब्लॉक की इसलिए जब हम कहते हैं कि हम विभाजन कर रहे हैं तो हम अनिवार्य रूप से प्रणाली को छोटे और अधिक प्रबंधनीय उप प्रणालियों में विघटित कर रहे हैं इस प्रकार कि प्रत्येक उप प्रणालियों को स्वतंत्र रूप से डिजाइन और निर्धारित किया जा सकता है लेकिन कुछ मापदंड हैं जिन्हें इस प्रक्रिया में संतुष्ट करने की आवश्यकता है इसलिए अपघटन के दौरान हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन विभाजनों या उपतंत्रों के बीच कनेक्शन की संख्या कितनी होनी चाहिए यह कम से कम हो और यह अपघटन हम पदानुक्रमित रूप से ब्लॉकों को छोटा और छोटा बना सकते हैं जब तक कि हम एक चरण तक नहीं पहुंचते हैं जहां प्रत्येक ब्लॉक को स्वतंत्र रूप से संभाला और डिज़ाइन किया जा सकता है इसलिए एक बड़ी प्रणाली से शुरू करते हुए हम लगातार इसे छोटे और छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं जब तक कि हम एक मंच तक नहीं पहुंच जाते हैं जहां सभी टुकड़े प्रबंधनीय आकार के होते हैं इसलिए विभाजन के आउटपुट के रूप में हमें यह बताने के लिए अलग अलग मॉड्यूल नेटलिस्ट मिलते हैं कि एन ऐसे मॉड्यूल हैं और निश्चित रूप से वे कैसे जुड़े हुए हैं इसे हम इंटरफ़ेस जानकारी कहते हैं आइए हम उसी उदाहरण को देखें जो हमने पहले देखा था इसलिए हम इस गेट स्तरीय नेटलिस्ट के संबंध में विभाजन की समस्या को स्पष्ट करते हैं जो हम यहां देख रहे हैं इसलिए हमारे पास 48 गेटों वाला एक सर्किट है इसलिए इस उदाहरण में हम यह बता रहे हैं कि इसे 3 समूहों या विभाजनों में कैसे विभाजित किया जाए खैर स्पष्ट उद्देश्यों में से एक यह है कि विभाजन का आकार लगभग एक जैसा होना चाहिए इसलिए इस मामले में विभाजन का आकार 15 16 और 17 है एक और आवश्यकता है क्योंकि मैंने परस्पर जुड़ाव रेखाओं की संख्या का उल्लेख किया था जैसा कि आप देख सकते हैं पहले और दूसरे विभाजन के बीच अंतर्संबंधों की संख्या 4 है और दूसरे और तीसरे के बीच यह भी 4 है इसलिए विभाजन के दौरान कनेक्शन की संख्या को कम करने का उद्देश्य भी काफी संतुष्ट है तो यह उदाहरण मोटे तौर पर दिखाता है कि विभाजन या विभाजन प्रक्रिया को एक नेटलिस्ट को छोटे नेटलिस्ट में कैसे विभाजित करना चाहिए तो 2 मानदंड हैं संख्या एक विभाजन को समान आकार के अनुमानित होने की आवश्यकता है और संख्या 2 विभाजन के बीच कनेक्शन की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए इसलिए जब हम विभाजन के बारे में बात करते हैं तो इस प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है उदाहरण के लिए जब आप एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम इसे सिस्टम स्तर पर ले जा सकते हैं पूरे सिस्टम डिज़ाइन को हम सबसिस्टम में विभाजित कर सकते हैं लेकिन प्रत्येक सबसिस्टम संभवतः एक मुद्रित सर्किट बोर्ड में मैप किया जा सकता है एक बार जब हमारे पास पीसीबी या बोर्ड होता है तो हम बोर्ड के स्तर पर विभाजन कर सकते हैं इसलिए बोर्ड के अंदर हम देख सकते हैं कि कई चिप्स हो सकते हैं और एक चिप के अंदर भी जब आप एक चिप डिजाइन कर रहे होते हैं तो उनमें से बहुत सारे ब्लॉक या मॉड्यूल हो सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि विभाजन बोर्ड स्तर पर या चिप स्तर पर चिप के अंदर भी सिस्टम स्तर पर किया जा सकता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपके पास एक बड़ा सिस्टम होता है तो आमतौर पर कुल सर्किट को कई मुद्रित सर्किट बोर्डों में विभाजित किया जाता है जिससे हमें सिस्टम मिलता है डिलेस अच्छी तरह से महत्वपूर्ण है अगर हम एक चिप के अंदर 2 बिंदुओं को जोड़ रहे हैं मान लें कि विलंब डिले X है लेकिन जब आप एक ही बोर्ड में 2 चिप्स के बीच चिप्स के पार जा रहे हैं तो डिले लगभग 10 गुना हो सकती है लेकिन जब हम बोर्डों में जाते हैं यह 20 गुना या उससे अधिक हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि डिले अधिक परिमाण के क्रम की हो सकती है इंट्रा बोर्ड और एक्रॉस बोर्ड के लिए चिप को इंट्रा रूट कर सकते हैं इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि क्रिटिकल नेट को हमें लो डिले वाले क्षेत्रों में जहां तक संभव संभव हो सके रखें इसका मतलब है चिप के अंदर यह बेहतर है अगर यह संभव नहीं है तो आप चिप्स के पार जा सकते हैं तो यहाँ एक सरल चित्रण है इसलिए बाईं ओर हम एक बोर्ड देखते हैं जिसमें एक सिस्टम है इस सिस्टम जिसमें 2 बोर्ड शामिल हैं और इनमें से प्रत्येक बोर्ड में कुछ चिप्स होते हैं इसलिए मैं इस चिप के अंदर एक ब्लॉक A और इस चिप के अंदर एक ब्लॉक B के बीच कुछ कनेक्शन दिखा रहा हूं इससे 10X की डिले होगी इसी प्रकार अगले बोर्ड पर इस B और C के बीच एक कनेक्शन यह 20X हो सकता है तो A से C तक की कुल डिले 10 प्लस 20 हो सकती है लेकिन मान लें कि एक वैकल्पिक मैपिंग में यदि हम A और B को एक ही पार्टीशन में रखते हैं तो A और B के बीच का कनेक्शन डिले केवल X हो सकता है और C भी यदि आप इसे एक ही बोर्ड पर रख सकते हैं फिर B और C के बीच डिले केवल 10X सकती है केवल 30X के बजाय यहाँ A और C के बीच विलंब 11X हो जाता है तो यह आपको दिखाता है कि कैसे क्रिटिकल नेट या उच्च डिले भागों को एक चिप के अंदर या एक बोर्ड के भीतर रखा जा सकता है ताकि जितना संभव हो उतना डिले को कम किया जा सके अब एक बात हमें भी याद रखनी चाहिए अच्छी तरह से हम आम तौर पर क्रिटिकल पाथ के बारे में बात करते हैं जिन पाथ पर सिग्नल को प्रोपागेट के लिए अधिकतम समय लगता है महत्वपूर्ण पाथआमतौर पर सर्किट के संचालन की अधिकतम आवृत्ति निर्धारित करते हैं अब जिस तरह से हमने कहा है कि हम एक क्रिटिकल पाथ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें सर्किट के उच्च गति सेक्शंस में डालकर एक महत्वपूर्ण मार्ग को परिष्कृत कर रहे हैं इस तरह हमारा क्रिटिकल पाथ छोटे आकार का हो सकता है लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए वह यह है कि कुछ अन्य पथ जो पहले चिप के अंदर थे चिप के पार जा सकते हैं और इस प्रक्रिया में उनकी देरी बढ़ सकती है यह परिवर्तन या संशोधन कुछ ऐसे मार्ग जो पहले क्रिटिकल नहीं थे बाद में क्रिटिकल हो सकते हैं इसलिए विभाजन की समस्या यदि हम तैयार करना चाहते हैं तो हम इसे इस तरह कह सकते हैं इसलिए हमें एक नेटलिस्ट दिया जाता है हम संतुष्ट होने के लिए इन नेटलिस्ट को कई छोटे नेटलिस्ट के सेट में विभाजित करना चाहते हैं विभाजन के बीच कनेक्शन की संख्या को कम से कम किया जाना है इस विभाजन के कारण देरी मैंने अभी उल्लेख किया है कि क्रिटिकल पाथ डिले को कम से कम किया जाना है कम से कम सिग्नल नेट जो क्रिटिकल हैं जो क्लॉक फ्रिकवेंसी निर्धारित करते हैं और प्रत्येक चिप या बोर्ड में आमतौर पर इंटरकनेक्टिंग टर्म की संख्या की सीमा होती है जो आपके पास हो सकती है तो टर्मिनल की संख्या उस अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिए और निश्चित रूप से प्रत्येक विभाजन को एक चिप या एक बोर्ड फिट करना चाहिए ताकि आकार या क्षेत्र के संदर्भ में यह कुछ अधिकतम ऊपरी सीमा हो सके और उन विभाजनों की कुल संख्या जिनके लिए आपको अनुमति दी जाती है उन्हें निर्दिष्ट भी किया जा सके कि आपके पास कई संख्या में चिप्स हो सकते हैं जिसमें आप एक पूरे डिज़ाइन को विभाजित कर सकते हैं या इसी तरह से बोर्ड की कई संख्याओं को भी कर सकते हैं इससे अधिक नहीं हैं इसलिए ये प्रतिबंध हैं इसलिए विभाजन तकनीकों के बारे में बात करते हुए मोटे तौर पर तकनीकों को या तो रचनात्मक या पुनरावृत्ति सुधार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है रचनात्मक प्लेसमेंट का मतलब है कि हम कुछ भी नहीं से शुरुआत कर रहे हैं या हम एक खाली विभाजन के साथ शुरू कर रहे हैं और हम धीरे धीरे विभाजन या मॉड्यूल जोड़ते हैं विभाजन को बड़ा और बड़ा बनाने के लिए उस तरह से हम विभाजन को बढ़ने देते हैं लेकिन दूसरे तरफ में दूसरी श्रेणी एल्गोरिदम है इनको पुनरावृति सुधार कहा जाता है यहाँ यह विचार है कि हम एक प्रारंभिक विभाजन के साथ शुरू करते हैं हमारे पास कई विभाजन पहले से ही मौजूद हैं और इन एल्गोरिदम के भाग के रूप में हम इस दिए गए ब्लॉकों के समुच्चय और क्रमिक रूप से परिवर्तन करके विभाजनों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करते हैं और विभाजन तो आइए हम इनमें से कुछ तरीकों को एक एक करके देखें वैसे यादृच्छिक चयन बहुत सरल है यह कहता है कि आपके पास नोड्स का एक सेट है इसलिए आप बेतरतीब ढंग से एक बार में नोड्स का चयन करते हैं और आप उन्हें उचित आकार के समूहों में रखते हैं जब तक कि उचित आकार नहीं मिल जाता इसका क्या मतलब है मान लें कि मेरे पास एक आवश्यकता है कि एक क्लस्टर के अंदर मेरे पास 10 ब्लॉक तक हो सकते हैं और मान लीजिए कि मेरे पास प्लेस करने के लिए ब्लॉक हैं ऐसे कई ब्लॉक हैं तो मैं इस सेट सेक्या करूंगा मैं बेतरतीब ढंग से एक लेता हूं मैं इसको प्लेस देता हूं मैं बेतरतीब ढंग से एक और उठाता हूं प्लेस देता हूं मैं बेतरतीब ढंग से एक और जगह ले रहा हूं इस तरह मैं तब तक जारी रहता हूं जब तक कि यह सीमा 10 तक नहीं पहुंच जाती तो एक बार यह 10 तक पहुंचने के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा विभाजन P1 पूरा हो गया है अब मैं अपने अगले विभाजन P2 में जाता हूं तो इसी तरह से मैं फिर से ब्लॉकों को यादृच्छिक रूप से चुनता हूं मैं उन्हें यहां रखता हूं जब तक कि मेरी 10 की सीमा फिर से नहीं हो जाती तो मेरा P2 हो गया फिर मैं P3 P4 और इसी तरह आगे बढ़ता हूं तो यह विधि आप देख सकते हैं बहुत सरल और स्पष्ट है और काफी स्वाभाविक रूप से जिस तरह से हम कर रहे थे आप इसे पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से कर रहे थे हम लोगों को जोड़ते समय उनकी प्रॉपर्टी को नहीं देख रहे हैंजिस तरह से भी जुड़े हैं हैं और इसी तरह इसलिए आमतौर पर इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले विभाजन की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है अब क्लस्टर विकास की विधि में हम क्या करते हैं हम एक नोड से शुरू करते हैं और विभाजन बनाने के लिए अन्य नोड्स जोड़ते हैं लेकिन रैंडमली नहीं पर कनेक्टिविटी के आधार पर और क्लस्टर की संख्या जिसे आप विभाजित करना चाहते हैं वह एक इनपुट पैरामीटर पर भी हो सकता है तो आइए इस एल्गोरिथ्म की रूपरेखा पर गौर करें जिसे यहाँ दिखाया गया है यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास नोड्स का सेट है जिसे हम इसे कैपिटल V कहते हैं m प्रत्येक क्लस्टर के आकार को दर्शाता है तो विभाजन की संख्या होगी साइज ऑफ़ V डिवाइड बाय M size of V divide by m तो आप प्रत्येक विभाजन के लिए क्या करते हैं i1 to n हम दोहराते हैं तो हम वेरिएबल सीड को इनिशियलाइज़ करते हैं के वर्टेक्स की तरह वर्टेक्स के सेट में V जिसमें अधिकतम डिग्री है डिग्री का मतलब है कि यह अधिकतम अन्य ब्लॉकों से जुड़ा है वह ब्लॉक जो अधिकतम अन्य ब्लॉकों से जुड़ा हुआ है आप उस वर्टेक्स को चुनते हैं और उस विभाजन के लिए उस वर्टेक्स को मेरा प्रारंभिक सीड मानते हैं मैं इसे Vi कहता हूं Vi ith विभाजन को दर्शाता है एक बार जब मैं इसे चुन लेता हूं तो मैं इस सीड को मूल V से निकाल देता हूं मैं इसे निकाल लेता हूं तब से प्रत्येक क्लस्टर का आकार m है इसलिए मुझे इस m ऋण 1 जोड़ना है वास्तव मेंj m 1 से 1 शेष वेर्तिसेस Vi है इसलिए मैं जो भी कदम उठाता हूं उसकी जांच करता हूं और एक वर्टेक्स T पता करता हूं जो अधिकतम उन वर्टिस से जुड़ा होता है जो पहले से ही Vi में हैं तो मैं क्या करूं हम V के साथ T का संघ लेते हैं और हम इस T को बार बार V से बाहर निकालते हैं और एक बार जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो यह कहा जाता है कि V खाली हो जाएगा और हमें अपना वांछित क्लस्टर मिलेगा तो यह एक बहुत ही सरल विधि है जो कनेक्टिविटी के आधार पर हम क्लस्टर बनाने की कोशिश करते हैं और हम क्लस्टर्स को आकार में एक एक करके बढ़ाते हैं अब हम कुछ तरीकों में आगे बढ़ते हैं जो थोड़ा अधिक प्रायोगिक हैं इस अर्थ में कि हमारे पास बहुत अधिक फ्लैक्सिबिलिटी है यहाँ क्लासेस ऑफ मेथड्स को हेरीकल क्लस्टरिंग कहा जाता है तो वे ऐसा क्या करते हैं आप मॉड्यूल या ऑब्जेक्ट का एक सेट मानते हैं और कनेक्टिविटी के आधार पर उन्हें समूह बनाते हैं मान लीजिए कि यदि 2 ब्लॉक हैं जिनके बीच आपने कहा था कि 10 कनेक्शन हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि वे 2 ब्लॉक एक साथ एक साथ करीब रहें तो यह निकटता का मापक है वे ब्लॉक जो अधिकता से जुड़े हुए हैं उन्हें एक साथ पास रखा जाना चाहिए यह मूल विचार है तो आप क्या करते हैं हम अपने क्लस्टर को एक हेरीकल तरीके से ले जाते हैं कनेक्टिविटी के संदर्भ में 2 निकटतम वस्तुओं को पहले क्लस्टर किया जाता है और एक बार जब हम ऐसा करते हैं तो ऑब्जेक्ट के इस क्षेत्र को विलय कर दिया जाता है और बाद में एक ही ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाता है और आप इस प्रक्रिया को एक एक करके दोहराते हैं आप 2 वर्टिसेज का चयन करने का प्रयास करते हैं जो मेरे शेष नेटलिस्ट में निकटतम हैं और आप उन्हें एक साथ मर्ज करते हैं और आप आप वर्टिसेज इसको मर्ज करने की सूचना को रखते हैं क्योंकि आप इसे बाद में वास्तविक विभाजन करने के लिए उपयोग करेंगे इसलिए आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और जब बाद में एक एकल क्लस्टर उत्पन्न होता है तो आप रुक जाते हैं और इसे एक हेरीकल क्लस्टर ट्री कहा जाता है एक क्लस्टर ट्री जो ऑब्जेक्ट जोड़े के इस क्रम को इंगित करता है जिसे एकल क्लस्टर उत्पन्न करने के लिए विलय कर दिया गया है इसलिए मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूं फिर एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप ट्री को 2 या अधिक समूहों को बनाने के लिए काट सकते हैं खैर हम देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जहां ये 5 वेर्तिसेस कुछ छोटे नेटलिस्ट या कुछ मूल तत्वों को इंगित करते हैं जो वे गेट्स हो सकते हैं वे गेट के छोटे सेट हो सकते हैं और ये संख्याएं वे कनेक्शन की संख्या या उनकी निकटता का संकेत देते हैं यह 9 इंगित करता है कि V2 और V4 के बीच 9 कनेक्शन हैं यह 1 इंगित करता है कि V2 और V3 के बीच एक कनेक्शन है और इसी तरह अब एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी जोड़ीदार जोड़ी सबसे नजदीक है V2 और V4 निकटतम हैं जो आप इन 2 को पहले मिलाते हैं इसलिए पहला कदम जो हम करते हैं वह इस जोड़ी को मिला देता है और V24 नामक एक समग्र वर्टेक्स उत्पन्न होता है हम इस प्रक्रिया को शेष ग्राफ में दोहराते हैं जो आप देखते हैं कि यह 7 सबसे निकटतम है V1 और V24 इन दो को मिलाते हैं इसलिए हमें V241 मिलते हैं इसलिए शेष ग्राफ़ में एक बार जब आप V1 और V24 को मर्ज करते हैं तो एक बार आपको V241 मिल जाता है तो V24 और V3 के बीच h का वजन यह 1 प्लस 56 होगा क्योंकि हमने इन 2 को मिला दिया है इसलिए इन 2 के बीच कनेक्शन की संख्या अब 6 है इसलिए अगला 6 सबसे अधिक है तो इसे करते हैं फिर शेष 4 आप इसे करते हैं अंत में यह करें तो इस वेर्तिसेस क्रम को आप 2 4 1 फिर 6 3 फिर 3 और फिर 5 में विलय कर रहे हैं इसलिए आपको यह क्रम याद है और आप कुछ ऐसा उत्पन्न करते हैं जिसे आप क्लस्टिंग ट्री कह सकते हैं इसलिए शुरू में आप नोड V24 पाने के लिए V2 और V4 को मर्ज करें मर्ज V24 और V1 को इस तरह से प्राप्त करें इसलिए एक बार जब हमारे पास यह ट्रीहै तो आप एक निर्णय ले सकते हैं कि आप इस ट्री को काट सकते हैं किसी भी एज को काट सकते हैंजो वह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि एक ट्री एक तरह का ग्राफ है जहां 2 वेर्तिसेस के बीच एक यूनिक पाथ है यदि आप किसी भी एज को काटते हैं तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ट्री है हम कहते हैं कि आपके पास एक ऐसा ट्री है यह सिर्फ एक उदाहरण है जो मैं दे रहा हूं मान लो अगर मेरे पास ऐसा कोई ट्री है तो एक बार जब आप एक ट्री की तरह इस supposes मैं इसे 3 भागों में विभाजित करना चाहता हूं तो आप क्या कर सकते हैं मैं यहां एक कट बना सकता हूं यह आप देख सकते हैं कि ट्री को 2 भागों में विभाजित होजाएगा इसलिए एक यह हिस्सा है और दूसरा यह हिस्सा होगा फिर मैं क्या कर सकता हूं मैं एक और कट बना सकता हूं जो हम कहते हैं यहाँ यह इसे एक क्लस्टर में तोड़ देगा जैसे कि यह दूसरा क्लस्टर तो हर बार जब आप इस ट्री में एक एज काटते हैं तो एक और विभाजन या क्लस्टर उत्पन्न होगा तो यहाँ भी इस उदाहरण में हम कहते हैं कि हम 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं हम यहाँ एक कट बनाते हैं ताकि आपको एक क्लस्टर मिल सके जिसमें V2 V4 और V1 शामिल हों एक अन्य क्लस्टर जिसमें V3 और V5 शामिल हैं अब ये कलस्टर ऐसे होंगे कि एक बार जो अधिकता से जुड़े हुए हैं आप उन्हें एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह मूल विचार है अब अगला आइए हम एल्गोरिदम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पर जाएं जिसे मिन कट एल्गोरिथ्म कहा जाता है कि मैं इस स्थिति को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं विभाजन को इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी लाइनें हैं विभाजन के पार जाना न्यूनतम है जिसका अर्थ है मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का एक नेटलिस्ट है मैं इस तरह एक विभाजन कर रहा हूं मुझे यह देखना होगा कि कितनी सिग्नल लाइनें क्रॉस हो रही हैं इसे कट के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए मुझे कट के इस आकार को कम करना होगा जिसे एक अच्छा विभाजन कहा जाएगा तो यह कार्निगन लिंस एल्गोरिथ्म जो मैं यहां दिखा रहा हूं यह मूल रूप से ऐसा कुछ कर रहा है और यह इस अर्थ में एक बायसेक्शन एल्गोरिथ्म है कि प्रारंभिक नेटलिस्ट को 2 सबसेट में विभाजित किया गया है जो समान आकार का होगा विधि बहुत सरल है यहां हम प्रारंभिक विभाजन के साथ शुरू करते हैं प्रारंभिक विभाजन के साथ शुरू करते हुए हम पुनरावृत्ति को दोहराते हैं जब तक कि कट सेट में सुधार न हो तो मुझे क्या करना है कि हम प्रत्येक विभाजन से पेअर ऑफ़ वेर्तिसेस का पता लगाते हैं जिसके विनिमय के परिणामस्वरूप कट आकार में सबसे बड़ी कमी होगी जैसे आपके पास 2 सेट उपलब्ध हैं 2 सेट वर्टिस जो कि आपका प्रारंभिक पार्टीशन है 1 वर्टेक्स इस सेट से और 1 वर्टेक्स इस सेट से चुनते हैं आप उन्हें एक्सचेंज करने की कोशिश करें और देखें कि आपको कितना सुधार मिलता है आप हर वेर्तिसेस जोड़ी के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और हर कदम पर देखते हैं कि कौन सी जोड़ी आपको सबसे अच्छा लाभ देती है या आप उस वेर्तिसेस जोड़ी को एक्सचेंज करने के लिए चुनते हैं तो एक बार जब आप उस वेर्तिसेस जोड़ी को पाते है तो आप इस वर्टेक्स को लॉक कर देते हैं लॉक का मतलब है कि वे वेर्तिसेस भविष्य में किसी भी आगे के आदान प्रदान में भाग नहीं लेंगे लेकिन यदि आप देखते हैं कि वेर्तिसेस के जोड़े का आदान प्रदान करने से कोई सुधार संभव नहीं है तो आप एक वेर्तिसेस जोड़ी शीर्ष चुनते हैं जो लागत में सबसे छोटी वृद्धि देता है तो यहाँ भी इस उम्मीद के साथ लागत में कुछ वृद्धि की अनुमति है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में आपको बेहतर समाधान मिलेगा तो यह स्थानीय मिनिमा नामक किसी चीज़ से बचने की कोशिश करने का एक बहुत ही मानक तरीका है एक समाधान स्थान हो सकता है या कई न्यूनतम बिंदु हो सकते हैं आप स्थानीय मिनिमा में गिरने से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक और न्यूनतम हो सकता है जो और भी बेहतर है इसलिए कभी कभी आप इस उम्मीद के साथ बदतर समाधान को स्वीकार करते हैं कि आपको भविष्य में एक बेहतर समाधान मिलता है लेकिन यहां जैसा कि आप हर कदम पर याद करते हैं कि अब तक का सबसे अच्छा समाधान क्या है तो आइए हम दृष्टांत का एक उदाहरण लेते हैं इसलिए मेरे पास एक सर्किट है जिसे मैं 2 भागों में विभाजित करना चाहता हूं इसलिए हम इन गेटों से बाहर एक ग्राफ का निर्माण करते हैं अच्छी तरह से यहाँ मैं एक धारणा बनाने के लिए लेता हूं मैं मानता हूं कि थिन एड्जेस का वजन 1 है और थिक एड्जेस का वजन 05 है तो हम कहते हैं कि यह एक धारणा है कि मैं चाहता हूं कि यह वजन कम हो हमें इस तरह के एक प्रारंभिक विभाजन के साथ शुरू करते हैं इसलिए प्रारंभिक विभाजन के लिए यदि आप केवल वेर्तिसेस संख्याओं को गिनते हैं जो कि कट जाती हैं 1 2 3 4 थिन एड्जेस और 3 थिक एड्जेस तो लागत 4 प्लस 15 55 होगी आप समझदारी दिखाते हैं कि आप A और C F A G H तो B C B F B G B H और इतने पर विनिमय करने की कोशिश करते हैं और आप पाएंगे कि C और D का आदान प्रदान आपको अधिकतम लाभ देगा तो यह कदम यहाँ दिखाया गया है यदि आप सी और डी का आदान प्रदान करते हैं तो सी को यहां लाया जाता है और D को वहां लाया जाता है और इस 2 वेर्तिसेस को छायांकित दिखाया गया है अब आप देखते हैं कि लागत 1 2 3 4 थिन एड्जेस और एक थिक एड्जेस से नीचे आ गई है लागत 45 है अगले चरण में आप जिन वेर्तिसेस का आदान प्रदान कर रहे हैं वे G और B हैं यहां G लाएं क्योंकि यहां आप फिर से उस जोड़ी की जांच करते हैं जिसका एक्सचेंज या तो आपको अधिकतम लाभ देगा या यदि आपको लाभ नहीं मिल सकता है तो लागत में न्यूनतम वृद्धि हो सकती है तो यह है G B इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मिलता है इसलिए लागत 6 होगी तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो अगले चरण में आप इस f का आदान प्रदान करते हैं और आपके पास यह है कि आप इस f का आदान प्रदान करते हैं और यहाँ एक f से यहां f लाते हैं इसलिए लागत फिर से बढ़ रही है फिर अंतिम चरण में आप शेष 2 का आदान प्रदान करते हैं अब इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि यह लागत न्यूनतम है जिसे आपने अब तक देखा है तो आपने इसे एक विभाजन में एक b c e लिखा है तो आप इसे अपने अंतिम विभाजन के रूप में घोषित करते हैं a b c e बाकी बचे हुए में तो यह मूल रूप से Kernighan लिन द्विदलीय एल्गोरिथ्म है इस एल्गोरिथ्म का दोष यह है कि यह सीधे हाइपर ग्राफ पर लागू नहीं होता है हाइपर ग्राफ का मतलब है कि वहां 2 से अधिक नोड हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं इसे हाइपर एज कहा जाता है जिसमें 1एज 3 वर्तिसेस से जुड़ी हुई हो तो कार्निगन लिन एल्गोरिथ्म सीधे इस हाइपर ग्राफ पर विचार नहीं करता है यह एक दोष है और यह अरबिट्ररीलय वेटेड ग्राफ को संभाल नहीं सकता है हालांकि हमने जो उदाहरण देखा है उसका वजन है तो यह संभाल सकता है लेकिन गणना थोड़ी अधिक जटिल होगी और विभाजन आकार अंत से पहले ज्ञात होना चाहिए टाइम कम्प्लेक्सिटी नोड्स की संख्या के संदर्भ अधिक है यहां n बाय 2 n 2 पुनरावृत्तियों की अधिकतम संख्या होगी प्रत्येक पुनरावृत्ति में जोड़ी का चयन करने की जटिलता ऑर्डर n स्क्वायर O होगा इसलिए कुल मिलाकर यह ऑर्डर n क्यूब O होगा यह समान आकारों के विभाजन को संतुलित मानता है अब इस कार्निगन लिन एल्गोरिथ्म को कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है सबसे पहले आप असमान ब्लॉक आकारों पर विचार कर सकते हैं माना कि मेरा 2n वेर्तिसेस के साथ ग्राफ है लेकिन मैं इसे 2 सबग्राफ में विभाजित करना चाहता हूं इसलिए n और n के बराबर नहीं लेकिन n1 और n2 या n1 और n2 के बराबर नहीं हैं तो यह कुछ ऐसा है मैं इसे एक हिस्से में बांटना चाहता हूं जो बड़ा है हम कहते हैं कि यहाँ n1 वेर्तिसेस हैं एक और विभाजन जो वहाँ छोटा होगा यहाँ n2 वेर्तिसेस होंगे इसलिए यहां हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास n1 और n2 है तो हर कदम पर अधिकतम एक्सचेंज जो हमारे पास हो सकते हैं अधिकतम एक्सचेंज यहां केवल n2 हो सकते हैं क्योंकि n2 छोटा है n2 के बाद इसलिए इन सभी n2 नोड्स को लॉक कर दिया जाएगा तो यह इस n1 और n2 का न्यूनतम होगा चूंकि n2 छोटा है इसलिए यह n2 होगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं हम नोड को 2 सबसेट में विभाजित कर रहे हैं जिसमें n1 का न्यूनतम और फोटोn1 n2 वेर्तिसेस का अधिकतम n2 होते हैं जो छोटा और दूसरा बड़ा हैं और यह मैं हर कदम पर कह रहा हूं कि हम न्यूनतम n1 और n2 के लिए वर्टेक्स एक्सचेंजों की संख्या को सीमित कर रहे हैं बस यह एक बदलाव अगर आप करते हैं तो आप यह असमान ब्लॉक आकार संभाल पाएंगे है एक और विस्तार आपके पास असमान आकार के तत्वों को संभालने के लिए हो सकता है अब तक की तरह हमने यह मान लिया है कि ग्राफ में सभी वेर्तिसेस समान हैं और वे आपस में जुड़े हुए हैं आप वेर्तिसेस की अदला बदली कर रहे हैं तो उनकी लागत समान होगी ताकि आप जो भी जोड़ी बना रहे हैं उसका आदान प्रदान हो लेकिन सामान्य तौर पर कुछ वर्टेक्स एक गेट नहीं बल्कि 3 गेट्स या 4 गेट्स के संग्रह हो सकते हैं तो प्रत्येक वेर्तिसेस के आकार सामान्य रूप से भिन्न हो सकते हैं तो इस दूसरी भिन्नता में आप असमान आकार के तत्वों पर विचार कर रहे हैं यहाँ धारणा इस प्रकार है कि हम मानते हैं कि सबसे छोटे तत्व का आकार इकाई है आप s आकार के प्रत्येक तत्व को s वेर्तिसेस से प्रतिस्थापित करते हैं जो पूरी तरह से जुड़ा हुए है इसे अनंत भार के एड्जेस के साथ एक s क्लिकेकहा जाता है तो मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ समझा रहा हूं मान लीजिए मेरे पास इस तरह का एक ग्राफ है कि हमें एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेना चाहिए A 3 वेर्तिसेस जो जुड़े हुए हैं एक ग्राफ से इस तरह यह नोड्स आपस में बराबर नहीं है इस का वजन 3 है इस का वजन 2 है इस का वजन 1 है तो इसका क्या मतलब है यह 1 का मतलब है यह एक इकाई एज है जिसमें यह 1 गेट है इस 2 का मतलब है कि आप इसे 2 वेर्तिसेस द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं 3 का अर्थ है कि आप इसे 3 वेर्तिसेस द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और इन एड्जेस का वजन आप बहुत बड़ा ले सकते हैं आप बहुत बड़े क्यों ले रहे हैं क्योंकि वे हमेशा साथ रहेंगे वे हमेशा साथ रहेंगे तो ऐसा करने से आप संशोधित ग्राफ बनाते हैं यहाँ हम कहते हैं कि यदि हम इसे 3 और इसे 2 से बदल देते हैं तो इसे इस से जोड़ा जाएगा और इसे भी इससे जोड़ा जाएगा यह इससे जुड़ा होगा इसे भी इससे जोड़ा जाएगा यह इससे जुड़ा होगा इसे भी इससे जोड़ा जाएगा आप इस तरह के सभी कनेक्शन बनाते हैं आप ऐसे सभी कनेक्शन बनाते हैं जो आप एक नया ग्राफ बनाते हैं और आप उस पर फिर से K L या Kernighan Lin एल्गोरिथ्म चलाते हैं तो वेर्तिसेस की अनंत एड्जेस जोड़ी वे हमेशा एक साथ रहेंगे जिसका अर्थ है कि वे क्लस्टर जो उच्च भार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे हमेशा एकल क्लस्टर के रूप में बने रहेंगे तो यह एक बदलाव है जिसे आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि हम इस विभाजन को प्रदर्शन की ओर एक आँख के साथ भी ले जा सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि बोर्ड पर डिले चिप डिले की तुलना में बहुत बड़ी है आमतौर पर एक चिप के भीतर डिले नैनोसेकंड या नैनोसेकंड का अंश हो सकता है लेकिन चिप्स के पार बोर्ड पर डिले कैपेसिटेक और रेसिस्टिव प्रभाव के कारण मिलीसेकंड जितना बड़ा हो सकता है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यदि कोई क्रिटिकल पाथ कई बार कट जाता है तो देरी अस्वीकार्य रूप से अधिक हो सकती है तो उच्च प्रदर्शन प्रणालियों के लिए आपके विभाजन लक्ष्य अलग हो सकते हैं कट का आकार कम करना निश्चित रूप से हाँ है आपको क्रिटिकल पाथ में देरी को कम करना होगा जिससे समय की कमी को पूरा किया जा सके तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं इसलिए हम अगले व्याख्यान में फ्लोर प्लानिंग पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद